हम कैमरा जियोमर्ट्री पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे पिछले व्याख्यान में हमने एक सामान्य प्रोजेक्टिव कैमरा के रूप पर चर्चा की तो एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जो 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट पॉइंट को 2 प्रोजेक्टिव इमेज प्वाइंट पर और प्रोजेक्टिव स्पेस में मैप करता है हम उन्हें इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के विभिन्न प्रकार हैं तो हम कह सकते हैं कि एक 3 डिमेंशनल प्वाइंट X है और अगर मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें एक 2 डिमेंशनल इमेज प्वाइंट मिलेगा और होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 3 वेक्टर है और एक 4 वेक्टर है और हम इसे देख सकते हैं एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के विभिन्न कंपोनेंट होते हैं इसमें कलिब्रेशन मैट्रिक्स होता है और फिर इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के विभिन्न रूप होते हैं इसे विभिन्न प्रकार को मैट्रिक्स के कॉन्बिनेशन के रूप में दिखाया जा सकता है जैसे कि उपरोक्त रिप्रेजेंटेशन यह K R में है जो रोटेशन मैट्रिक्स R है जो सभी कोऑर्डिनेट से कैमरा सेंट्रिक कोऑर्डिनेट तक कोऑर्डिनेट को सम्मिलित करता है कोऑर्डिनेट एक्सेस को रोटेट कर के इसे कैमरा सेंट्रिक कोऑर्डिनेट प्रणाली के साथ एलाइन करता है और फिर ओरिजिन का ट्रांसलेशन जो इस पैरामीटर द्वारा भी दर्शाया गया है और वास्तव में यह कैमरा सेंटर का सेंटर है यह भी यहां दिखाया गया है तो ये विभिन्न प्रकार की जानकारी हैं जो इस विशेष मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में एम्बेडेड हैं आपको एक कैमरा कलिब्रेशन मैट्रिक्स की विशेषता पर ध्यान देना चाहिए यह एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स है और अगर मैं इस कैमरा कलिब्रेशन मैट्रिक्स का डीटरमिनेट लेता हूं तो यह उन दो रिज़ॉल्यूशन फैक्टरस का प्रोडक्ट होना चाहिए जिन्हें वे पिक्सल की संख्या के अनुसार फोकल लंबाई व्यक्त की गई हैं वे x डायरेक्शंस और y डायरेक्शंस के रिज़ॉल्यूशन के साथ शामिल होते हैं तो इसमें शामिल हैं जहां एक फोकल लंबाई है और होरिजेंटल डायरेक्शन के साथ पिक्सल की संख्या है और जहां मेरी वर्टिकल डायरेक्शन के साथ पिक्सल की एक संख्या है और फोकल लंबाई है इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है कि आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि नोटेशन के विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को रेफर करेंगे कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है तो उनमें से M पहला उप मैट्रिक्स जो उप मैट्रिक्स के साथ उप मैट्रिक्स को M से डिनोटे किया गया है और चौथा वेक्टर इसका मतलब है कि यह एक स्तंभ वेक्टर है जिसे भीद्वारा डिनोटेड किया जाता है तो यह रिप्रेजेंटेशन M है और यह पृथक्करण केवल दिखाता है कि यह एक उप मैट्रिक्स है और यह है एक और रिप्रेजेंटेशन अगर मैं M को बाहर ले जाता हूं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं कि यह एक आइडेंटी मैट्रिक्स है जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करने का एक प्रकार का कनोनिकल रूप है यदि आपको याद है कि यह उप आइडेंटी मैट्रिक्स का हिस्सा है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन नेगेशन केंद्र इसका मतलब है कि यह आपको कैमरा सेंटर का नेगेशन देता है तो हम इस एलिमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और M स्वयं 2 मैट्रिक्स में डीकंपोज हो सकता है इसमें एक कंपोनेंट कलिब्रेशन मैट्रिक्स होता है दूसरा कंपोनेंट रोटेशन मैट्रिक्स होता है इसलिए ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे इस प्रोजेक्शन मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है और इसे उन सभी रूपों में समझा जा सकता है तो यह वही है जो मैंने मेंशंड किया है कि M K और R का उत्पाद है और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P का अंतिम स्तंभ है इस कलिब्रेशन मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में एक और बात हमें ध्यान देनी चाहिए यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह कलिब्रेशन मैट्रिक्स भी एक ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और चूंकि इमेज कोऑर्डिनेट पॉइंट और करोसपोंडिंग कैमरा सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच संबंध इस रूप में है इसलिए यदि मैं आवेदन करता हूं इसका मतलब है अगर मैं कलिब्रेशन मैट्रिक्स के इस इनवर्स के साथ इमेज को मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आपको कनोनिकल रूप में करोसपोंडिंग कोऑर्डिनेट प्रदान करेगा जिसका अर्थ है कि कनोनिकल रूप में इमेज कोऑर्डिनेट जहां फोकल प्लेन यूनिट दूरी पर है और इसका एक्सिस पैरलल है कैमरा सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की दूरी के लिए तो यह हमारी इंटरप्रिटेशन है इसलिए हम यहां संक्षेप में बताएंगे हम प्रोजेक्टिव कैमरा मैट्रिक्स के कुछ गुणों को देखेंगे इसलिए पहली बात जैसा कि मैंने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की इंटरप्रिटेशन को मेंशं किया है कि अगर मैं इसे 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट प्वाइंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको 2 डिमेंशनल इमेज प्वाइंट मिलेगा और इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की रैंक 3 है यह एक मैट्रिक्स है इसका आकार है और यदि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की संख्या 11 है तो फ्रीडम की डिग्री 11 है तो बाहर के बाहरी पैरामीटर्स की संख्या जो 6 है जिस पर हमने चर्चा की है 3 रोटेशन पैरामीटर्स जो रोटेशन मैट्रिक्स बनाने में शामिल हैं इसका मतलब है एक्सिस के 3 रोटेशन और ओरिजिन के ट्रांसलेशन के लिए 3 पैरामीटर्स और इंट्रिंसिक पैरामीटर्स की संख्या जो 5 है जैसा कि हमने पहले ही कलिब्रेशन मैट्रिक्स में देखा है यह एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स है और 5 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं और जब हम इस संबंध को व्यक्त करते हैं जब हम इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट के संदर्भ में इस रिश्ते का विस्तार करते हैं तो हम वास्तव में दो इंडिपेंडेंट इक्वेशनस प्राप्त करेंगे इसलिए हम देखेंगे कि अगली स्लाइड्स में उन इक्वेशनस को कैसे लिखा जा सकता है इसलिए चूंकि दो इंडिपेंडेंट इक्वेशनस हैं अगर मैं आपको कुछ कोरोस्पोंडिंग पॉइंट्स को बताऊं तो मान लीजिए यहाँ समस्या यह है कि मैं आपको इमेज प्वाइंट कहता हूं और इसके करोसपोंडिंग आप इमेज प्वाइंट को छोटा जानते हैं इसलिए यदि यह आपको दिया जाता है तब मैं इस इक्वेशनस को लागू कर सकता हूं मुझे दो इक्वेशनस मिलेंगे लेकिन कितने अज्ञात हैं जैसा कि मैंने मेंशं किया था कि मैट्रिक्स में 11 अज्ञात हैं इसलिए मुझे सभी अज्ञात को हल करने के लिए कम से कम 11 इक्वेशनस प्राप्त करने चाहिए लेकिन चूंकि 1 करॉस्पोंडिंग प्वाइंट मुझे 2 इक्वेशनस देता है तो मुझे कम से कम 6 ऐसे करॉस्पोंडिंग प्वाइंट की आवश्यकता है मुझे इक्वेशनस को जानने के लिए कम से कम 6 ऐसे करॉस्पोंडिंग प्वाइंट की आवश्यकता है और वहां से मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का अनुमान लगा सकता हूं तो यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं क्योंकि हम हमेशा प्रयोग के माध्यम से हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंटस को लेवल कर सकते हैं और हम इमेजेस में आपके इमेज प्वाइंटस की पहचान कर सकते हैं और फिर उन करोसपोंडिग प्वाइंटस को स्थापित करते हैं फिर उनके कोऑर्डिनेटस जानकर हम इस इक्वेशनस को बना सकते हैं और फिर हम इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं तो यह है कि इन इक्वेशनस को कैसे लिखा जाता है जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में मेंशं किया था तो आप यहां ध्यान दें कि इमेज कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट बहुत सामान्य रूप में दिया गया है क्योंकि यह एक वेक्टर कॉलम को डिनोट कर रहा है आप यहाँ ध्यान दें कि हमने यहाँ स्केल फैक्टर का उपयोग किया है तो जिसका अर्थ है कि इमेज कोऑर्डिनेट में देखी गई एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि स्केल फैक्टर 1 होना चाहिए लेकिन थियोरिटिकल रूप से मैं प्रोजेक्ट स्केल में इस स्केल फैक्टर का उपयोग करके एक इमेज को कोऑर्डिनेट रूप से व्यक्त कर सकता हूं इसलिए यदि मैं इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के साथ एक इमेज कोऑर्डिनेट पॉइंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 2 डाईमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस में एक पॉइंट मिलेगा और इस तरह से यह है तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं सिंपल इक्वेशनस लागू करता हूँ तो उस इक्वेशनस के कारण जो इक्वेशनस t लिखना मुश्किल होगा इसलिए हम बस स्केलऔर को इक्वेट नहीं कर सकते हैं इसलिए उन इक्वेटेड एडजस्टमेंट के संदर्भ में वे इक्वेटेड हैं जो कोऑर्डिनेट उनके इक्विवलेंस स्थापित हैं इसलिये तो इसके बजाय हम उन्हें वैक्टर और इन वैक्टर के रूप में मान सकते हैं इसलिए उनकी डायरेक्शंस समान होनी चाहिए क्योंकि प्रोपोर्शनेट स्केलिंग एक वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलती है इसलिए अगर मैं विचार करता हूं कि वे उस मामले में इक्विवलेंट हैं तो इंटरप्रिटेशन यह है कि वे वैक्टर जो पैरलल वैक्टर हैं उनकी डायरेक्शंस समान होनी चाहिए इसलिए अगर मैं इन दो वैक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं और फिर इक्वेशन बनाता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पैरलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है इसलिए हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का प्रदर्शन करेंगे और यदि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का प्रदर्शन करते हैं तो हम इन इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मुझे यह पता लगाने दें कि यह रिप्रेजेंटेशन कैसे संभव है तो आइए इस रूप में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के एक रिप्रेजेंटेशन पर विचार करें जिसका अर्थ है कि मैं विचार करूंगा अब मैं कालम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बजाय पंक्ति वैक्टर पर विचार करूंगा और क्योंकि 3 पंक्तियां हैं इसलिए हमने देखा है कि पहली पंक्ति को रिप्रेजेंट द्वारा किया जाता है दूसरी पंक्ति को रिप्रेजेंट द्वारा किया जाता है और तीसरी पंक्ति को रिप्रेजेंटद्वारा किया जाता है मैंने केवल यह दर्शाने के लिए ट्रांसपोज़ ऑपरेशन का उपयोग किया है कि मेरी एक्चुल प्रेजेंटेशन में ये सभी कॉलम वैक्टर हैं लेकिन चूंकि ये पंक्तियाँ हैं मुझे उन कॉलम वैक्टरों में ट्रांसपोज़ लागू करना होगा तो अब यदि मैं प्रदर्शन करता हूं तो ऑपरेशन मुझे वही करोसपोंडिंग ऑपरेशन देगा जोतब और फिर दूंगा तो यह कॉलम वेक्टर है जिसे हम इस ऑपरेशन से प्राप्त करेंगे तो आप ध्यान दें कि हर एक का डाईमेंशन क्या है हमारा डाईमेंशन है क्योंकि यह एक पंक्ति वेक्टर है तो प्रत्येक पंक्ति एक 4 डाईमेंशन वेक्टर है और जो डाईमेंशन है तो आपको एक स्केलर मान देगा आपको एक स्केलर मान देगा और आपको एक स्केलर मान देगा तो अंत में आपको इस रूप में एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको एक कॉलम वेक्टर मिलेगा और इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर मैं इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं जैसा कि हमने अपने पहले कुछ लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए किया था हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं यह है और यह है और फिर i i यह छोटा x i y है i और w i इसलिए अगर मैं इस रूप में एक्सप्लेन करता हूं तो तुमहे निम्नलिखित वेक्टर मिलेगा r 2 ट्रांसपोज़ X I w I इन टू r 2 ट्रांसपोज़ X i माइनस y I इनटू r 3 ट्रांसपोज़ X I यह है I प्लस मुझे इस फॉर्म में लिखने दें तो X i इन टू r 3 ट्रांसपोज़ X X i माइनस w i इन टू r 1 ट्रांसपोज़ X i जो कि j प्लस है इस भाग को पार करने से इसलिए तो y i r 1 ट्रांसपोज़ X i माइनस x i r 2 ट्रांसपोज़ कैपिटल X i k प्राप्त होगा तो आप इस वेक्टर को प्राप्त करेंगे यदि मैं इस वेक्टर को लिखता हूं तो हमें ये वैक्टर मिलेंगे जैसे कि w 1 r 2 ट्रांसपोज़ X i माइनस y i r 3 ट्रांसपोज तो मुझे अन्य नोटेशन का उपयोग करना होगा यह आपको स्पेस नहीं दे रहा है आप फिर से शुरू कर सकते हैं तो w 1 r 2 ट्रांसपोज़ X i और फिर y i r 3 ट्रांसपोज़ X i तो यह पहला कंपोनेंट और अन्य कंपोनेंट्स हैं और फिर यह 0 0 0 के बराबर है इसलिए आप देखेंगे कि यह इस इक्वेशन के साथ समान है और यहाँ अज्ञात है और इसलिए ये अज्ञात क्वांटिटी हैं क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है अब ये इक्वेशन इस रूप में लिखे गए हैं यदि आप पहली पंक्ति को नोट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें r 2 और r 3 शामिल हैं इसलिए इसमें r 2 और r 3 शामिल हैं क्योंकि इसमें r 1 शामिल नहीं है तो यह 0 वेक्टर द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 ट्रांसपोज़ यह 1 क्रॉस 3 0 वेक्टर है तो यह r 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि 0 माइनस w i r 2 इन टू X ट्रांसपोज़ है इसलिए अब मेरे रिप्रेजेंटेशन के बाद से मैं एक कॉलम वेक्टर के रूप में पंक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उन सभी को एक ट्रांसपोज़ ऑपरेशन के रूप में व्यक्त करूंगा तो यह w 1 X i है तो मैं इसे एक ट्रांसपोज़ ऑपरेशंस के रूप में लूंगा उन इक्वेशन मैं यह w 1 X i ट्रांसपोज़ r 2 माइनस y i X i ट्रांसपोज़ r 3 होगा तो इस तरह से पहला इक्वेशन बनता है इसी तरह दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन बन सकता है मैंने सिर्फ 1 इक्वेशन को सिर्फ आपकी समझ के लिए दिखाया है तो आप इसे अपने दम पर कर सकते हैं और आप जांच सकते हैं कि इक्वेशन कैसे बनते हैं तो अब आप देखेंगे कि वास्तव में तीन इक्वेशन हैं जो आपको मिलते हैं लेकिन उनमें से दो इक्वेशन हैं जो इंडिपेंडेंट हैं एक बार बार होने वाला है ऐसा कैसे है तो मैं आपको दिखाता हूं इसलिए यदि मैं पहले इक्वेशन को x i से गुणा करता हूं और फिर इसके साथ जोड़ता हूं और y के साथ दूसरे इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप इस इक्वेशन को x i के साथ पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि यहाँ बताया गया है और ये इक्वेशन y i के साथ हैं और फिर यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो आपको तीसरा इक्वेशन फिर से मिलेगा जो कि w i से मल्टीप्लाई होता है आप उस चीज़ की जाँच कर सकते हैं तो जिसका अर्थ है कि इन इक्वेशनस को इन दो इक्वेशनस से लिया जा सकता है तो जिसका अर्थ है कि केवल दो इंडिपेंडेंट इक्वेशनस हैं अन्य इक्वेशन प्राप्त किए जा सकते हैं इसलिए यही कारण है कि पिछले मामले में मैंने मेंशं किया है कि दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन हैं जो एक सिंगल प्वाइंट स्पेसिफिकेशन का उपयोग करके बनेंगे तो इस तरह से आपको छह ऐसे करोसपोंडिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है और आप बारह इक्वेशनस को इंडिपेंडेंट इक्वेशनस बना सकते हैं और इसका उपयोग प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के इस पैरामीटर का ऐस्टीमेट लगाने के लिए कर सकते हैं तो मुझे यह जारी रखने दें आप ऑपरेशन आगे जानते हैं तो यह अंत में सारांश है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तीसरी पंक्ति को केवल यह दिखाने के लिए समाप्त कर दिया है कि केवल दो इक्वेशन हैं जो सिंगल प्वाइंट का उपयोग करके बनते हैं इसलिए अगर मेरे पास ऐसे n प्वाइंट हैं तो प्रत्येक n प्वाइंट मुझे दो इक्वेशन देंगे तो मुझे n पॉइंट के करोस्पोंडिंग 2n ऐसी पंक्तियाँ मिलेंगी और डाईमेंशन क्या है अगर आप ध्यान दें और प्रत्येक डाईमेंशन को देखे तो यह एक है इसलिए प्रत्येक एक उप मैट्रिक्स है क्योंकि तत्वों की संख्या यहाँ है क्योंकि यह एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है एलिमेंट की संख्या ठीक है तो इस मामले में यहां कुल डाईमेंशन कालम की संख्या 12 के बराबर है और यह 2 पंक्तियां थीं एन करोसपोंडिंग पॉइंट के लिए तो आप यह उम्मीद करते हैं कि यह मैट्रिक्स का डाईमेंशन होना चाहिए तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगे तो हम A मैट्रिक्स के रूप में करोसपोंडिंग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे यदि मैं इन सभी पंक्तियों को ढेर कर देता हूं तो हम इस मैट्रिक्स को A कहते हैं जो कि डाईमेंशन का है और प्रत्येक पंक्ति को इस से मल्टीप्लाई किया जाता है आप जानते हैं कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी पंक्ति के वैक्टर r 1 r 2 r 3 जो कि डाईमेंशन के भी हैं और प्रत्येक बिंदु के करोसपोंडिंग आपको दो इक्वेशन देगा तो अंत में यह होना चाहिए तो यह एक 0 कॉलम वेक्टर है तो यह मैट्रिक्स रूप में लिनियर इक्वेशन के इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की इंटरप्रटेशन है तो जब आप n करोस्पोंडिग पॉइंट प्राप्त करते हैं तो वास्तव में 2n संख्या में लिनियर इक्वेशन होते हैं इसलिए जैसा कि आप समझते हैं कि आपके पास अज्ञात की संख्या से अधिक इक्वेशनस हैं इसलिए आपको कम से कम स्क्वेयर एरर टेक्निक को लागू करना होगा जो हमने पहले होमोग्राफी के एस्टीमेशंन के लिए भी किया था और इस मामले में यह होमोजनियस इक्वेशनस का एक सेट है ये लिनियर इक्वेशनस वे होमोजनियस लिनियर इक्वेशनस का एक समूह बनाते हैं तो स्टैंडर्ड टेक्निक यह है कि हमें दिए गए इस ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को कम से कम करने की आवश्यकता है जो यह Ap का A मानक है A एक मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स है जो करॉस्पोंडिंग बिंदु से प्राप्त होता है और p आपका सोलोयूशन है इसका मतलब है प्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के जो एलीमेंट्स इस के रूप में दर्शाए जाते हैं इसका मतलब है सभी पंक्ति वैक्टर एक एक करके इसकी पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति तक शुरू होते हैं और यह 12 डिमेंशनल वेक्टर देता है इसलिए हमें इस मानक को कम करना होगा और आप जानते हैं कि यह समाधान प्रोजेक्टिव स्पेस पर है और अगर मैं एक स्केल्ड वेक्टर लेता हूं तो वह भी सोलोयूशन है इसलिए हम इस न्यूनता पर कॉन्स्टेंट डालेंगे कि इस वेक्टर का मानक 1 के बराबर होना चाहिए तो इस विशेष प्रॉब्लम को हल करने के लिए एस्टीमेशंन प्रोजेक्टिव मैट्रिक्स के लिए यह एक करोसपोंडिंग प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन है और हमने इसके लिए एक ही फॉर्मूलेशन एस्टीमेशंन का होमोग्राफी मैट्रिक्स देखा है टेक्निकस जिनका हम उपयोग कर सकते हैं जो कि किसी एक पैमाने पर विचार करके कम से कम स्क्वेयर एरर एस्टीमेशंन का उपयोग करके एक डायरेक्ट लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वेक्टर के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के एलीमेंट में से एक इसे कुछ मूल्य पर सेट करते है और फिर हम इसे कम से कम एरर एस्टीमेशंन का उपयोग करके नान होमोजनियस इक्वेशंस के रूप में हल कर सकते हैं या आप एक ट्रांसपोज A के आईगन वेक्टर का पता लगाकर विचार कर सकते हैं और वेक्टर को न्यूनतम आईगन वैल्यू के करोसपोंडिंग ले रहा है इसलिए हम पहले से ही पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं तो अब मैं इस पर विचार करता हूं एक बार जब आपके पास यह प्रोजेक्शन प्रोजेक्टिव कैमरा मैट्रिक्स है तो क्या हैं क्या गुण हैं और कौन सी जानकारी है जो आप इस गुण का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की है कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को विभिन्न तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसलिए एक रिप्रेजेंटेशन यह है कि दो उप मेट्रिक्स हो सकता है एक M का है दूसरा एक कॉलम वेक्टर 3 क्रॉस 1 है और उप मैट्रिक्स के लिए हम जो नोटेशन का उपयोग करते हैं वह M है अन्य एक है दूसरा एक है या हम इसे चार कॉलम वैक्टर के एक सेट के रूप में दर्शा सकते हैं इसका मतलब है पहला कॉलम वैक्टर दूसरा तीसरा चौथा जो कि प्रत्येक एक सब मैट्रिक्स है या पंक्तियों के ढेर के रूप में माना जा सकता है जहां प्रत्येक पंक्ति उप मैट्रिक्स है तो यह है कि हम इस नोटेशन के साथ एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं और इस नोटेशन का उपयोग करके हम इन पैरामीटर्स को विभिन्न प्रकार के इमेजिंग पॉइंट्स विभिन्न प्रकार के जियोमर्ट्री पॉइंट्स से संबंधित कर सकते हैं तो पहली बात यह है कि कैमरा सेंटर है हम पहले ही इस संबंध को स्थापित कर चुके हैं हम प्रोजेक्शन जियोमर्ट्री को जानते हैं कि कैमरा सेंटर एक सिंगुलर पॉइंट् है इसका मतलब है अगर मैं कैमरा सेंटर की इमेज लेना चाहूंगा तो आप एक इमेज नहीं बना पाएंगे आप एक ही पॉइंट् से जुड़ने वाली किरण का निर्माण नहीं कर सकते तो जिसका अर्थ है कि अगर मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के साथ कैमरा सेंटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक सिंगुलैरिटी मिलेगी जो 0 वेक्टर है ताकि यह इंटरप्रेटेशन हो कि PC 0 के बराबर होना चाहिए और फाईनाइट कैमरा के लिए M नॉन सिंगुलर और इसके लिए है इनफिनिटी पर कैमरा आप पाएंगे कि M सिंगुलर है इसका मतलब है जब कैमरा इनफिनिटी पर है तो फिर से इस इंटरप्रेटेशन को समझेंगे इसलिए जहां आप देख सकते हैं कि कैमरा सेंटर इनफिनिटी पर एक पॉइंट् है इसका मतलब है कि इसका स्केल फैक्टर अब 0 के बराबर होना चाहिए अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन PC 0 पर विचार करता हूं तो मैं कैमरा सेंटर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता हूं इसलिए उप मैट्रिक्स मनिपुलेशन का उपयोग करते हुए मैं कहता हूं कि मैं इस रूप में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करूंगा और सेंटर जहां कैमरा सेंटर में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जैसा कि मैंने रिप्रेजेंट किया है कि 0 के बराबर होना चाहिए अब यह अगर मैं सब मैट्रिक्स को जानता हूं जो आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जानते हैं तो यह बराबर होता है 0 और जिसका अर्थ है कि यदि मुझे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एलीमेंट मिलते हैं तो मैं इस संबंध का फायदा उठाकर आसानी से कैमरा सेंटर का एस्टीमेट लगा सकता हूं जहां सेंटर की कंप्यूटिंग के लिए जब M सिंगुलर होता है तो हमें उस M के 0 वेक्टर और सिंगुलर रूप में 0 खोजने के लिए केवल M का उपयोग करना होता है और आप इसके सेंटर की कंप्यूटिंग कर सकते हैं हम बाद में इस कंप्यूटिंग की चर्चा करेंगे इसके कॉलम वैक्टर के साथ दिलचस्प रिलेशनशिप भी हैं इसलिए आपके पास कॉलम वेक्टर कहना है और वे X Yऔर Z एक्सेस के लुप्त पॉइंट हैं जबकि कोऑर्डिनेट मूल की इमेज है तो लुप्त पॉइंट क्या है मान लें कि मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर किरण पर विचार करता हूं तो जो पॉइंट् इनफिनिटी पर है जो कि प्रोजेक्ट किया जाएगा जो इमेज प्लेन में भी प्रोजेक्ट होगा अब यह दिखाया जा सकता है कि इस सीधी रेखा में स्थित सभी पॉइंट्स के लिए वे उस पॉइंट् पर परिवर्तित हो जाएंगे और उस दिशा के लिए इसे लुप्त पॉइंट् कहा जाएगा तो आपको क्या करने की आवश्यकता है बस यह रिप्रेजेंटेशन इस डायरेक्शन वेक्टर d द्वारा दी गई है तो हम इस पॉइंट् को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ध्यान दें कि d एक वेक्टर है d एक वेक्टर है यह एक एलीमेंट है d एक वेक्टर है तो d एक एलीमेंट है और यह 0 ठीक है इसलिए अगर मैं इस प्रोजेक्शन के संबंध में मल्टीप्लाई करता हूं यदि मैं इस वेक्टर को प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हम उस डायरेक्शन के करोसपोंडिंग लुप्त पॉइंट् प्राप्त करेंगे इसलिए यदि मेरे पास X एक्सिस है तो X एक्सिस की डायरेक्शन इस प्रकार दी गई है और यदि मैं इस वेक्टर के साथ p को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको जो मिलेगा वह आपको ही मिलेगा तो x एक्सिस का लुप्त पॉइंट इसी तरह y एक्सिस का लुप्त पॉइंट है और z एक्सिस का लुप्त पॉइंट है तो यह बहुत आसानी से संक्षेप में किया जा सकता है तो यह वही है जो मैंने अभी वर्णित किया है इसलिए अगर मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आप प्राप्त करेंगे और इसी तरहऔर दूसरी बात यह है कि आप ध्यान दें कि क्या मैं इस पॉइंट पर विचार करता हूं और यदि मैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वह मिल जाएगा जो कॉलम वेक्टर है तो यहाँ क्या इंटरप्रिटेशन है यह पॉइंट क्या है इस पॉइंट पर ध्यान दें कि यह भाग वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है क्योंकि यह एक 0 0 0 एक कॉर्डिनेट सिस्टम है और यह होमोजनियस कोऑर्डिनेट स्पेस में किसी भी पॉइंट का स्केल फैक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो यह पॉइंट कुछ भी नहीं है लेकिन ओरिजिन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का है इसलिए यदि मैं शब्द कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन की इमेज लेता हूं तो मुझे कॉलम वेक्टर मिलेगा जिसका अर्थ उस कोऑर्डिनेट ओरिजिन की इमेज है इसलिए मुझे इस लेक्चर के लिए यहाँ रुकने दीजिए और फिर मैं इस विषय को अगले लेक्चर में एक बार फिर जारी रखूँगा बहुत बहुत धन्यवाद